कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी में व्याख्यानों की श्रंखला में वापस से स्वागत है तो आज हम दूसरे सप्ताह के पांचवें व्याख्यान में हैं तो अब हम सप्ताह 2 व्याख्यान 5 में है L5 W2 तो पिछली कक्षा में हमने इस बारे में चर्चा की कि इस कोने में अगर हम एक लमाइनर फ्लो हुड रखें एक बैठने की व्यवस्था के साथ इस तरह से या बैठने की व्यवस्था इस तरह से अथवा शायद इस तरह बैठने की व्यवस्था हम इसे अलग करते हैं तो लमाइनर फ्लो हुड का ढांचा बनाने से पहले हमें एक और चीज तय करने दें आप जंतुओं को अंदर ले आओ ठीक तो यहाँ आप जंतुओं को सुविधा के अंदर पा रहे हैं अब आपके पास जंतुओं का बलिदान करने के लिए एक सेट होना चाहिए तो आपके जंतु के बलिदान करने का मतलब है कि आप जानवर को मार देंगे और उस स्थिति में उदाहरण के लिए कहे हम मानते हैं कि आप चूहों का उपयोग करेंगे या आप मूषको का उपयोग कर रहे होंगे या कुछ अन्य का तो आपको याद है अंतिम कक्षा में मैंने आपसे कहा कि आपको जंतु आचार समिति की मंजूरी की आवश्यकता है तो यह वह जगह है जहां आपको अपनी मंजूरी लेनी होगी सबसे पहले वह मंजूरी ऐसे आएगी कि आप कितने जानवरों का उपयोग कर रहे हैं सबसे पहले यह कि आप जंतुओं को कहां रखोगे दूसरा निवास गृह में कौन सी सभी चीजें प्रदान की जाएंगी भोजन के संबंध में आप जानते हो किस प्रकार का भोजन आप प्रदान करोगे पानी की उपलब्धता वातानुकूलन की व्यवस्था और वह सभी सामान लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप जंतुओं का बलिदान कैसे करेंगे यदि आप बलिदान कर रहे हैं और अन्य ऊतक को ले रहे हैं आप किस प्रकार की विधि का उपयोग करने जा रहे हैं क्या आप उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा मारने जा रहे हैं या आप कर रहे होंगे जो कहलाता है ग्रीवा संधि भंग करना अथवा आप उपयोग कर रहे होंगे कुछ किसी अन्य विधि का तो विभिन्न विधियां हैं जिनके द्वारा आप जंतु का बलिदान कर सकते हो और यह विभिन्न तकनीके संशोधित होती रहती हैं और समय समय पर नवीनीकृत की जाती हैं वर्षों से कई सुधार हुए हैं जो कि जगह ले रहे हैं और पशु चिकित्सक या संबंधित लोग इसे जानते हैं और वे उस पर आपको शिक्षित कर सकते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि यह तकनीक है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त है या इस प्रकार के जंतुओं के लिए या उस प्रकार के जंतुओं के लिए अथवा इसके लिए या उदाहरण के लिए कहें आप एक एनेस्थीसिया की प्रक्रिया करना चाहते थे उदाहरण के लिए कहे आप जंतु का बलिदान नहीं कर रहे हैं इसके लिए एक विकल्प देते हैं बात करना चाह रहे हैं एक एनेस्थीसिया क्योंकि उदाहरण के लिए आप एक जंतु में कुछ आरोपण करना चाहते थे और आप जानते हैं कि आप आसपास के ऊतक को लेना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको किस प्रकार के एनेस्थीसिया का पालन करेंगे देखें यदि आप एक पशु चिकित्सक नहीं है तो आप उसकी जानकारी नहीं होगी क्योंकि आपके पास कोई कारण नहीं है इस जानकारी के अतिरिक्त हिस्से को जानने के लिए तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी आप करते हैं वह बिल्कुल जंतु आचार समिति को किए गए वादे के अनुरूप होना चाहिए कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए कि वादा कुछ करो और आप काम अलग तरीके से करो तो हम इस स्थिति में मान लेते हैं तब आप एक कार्बन डाइऑक्साइड विधि से बलिदान कर रहे हैं यह हमें फिर से लाता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति की आवश्यकता है जो दुनिया भर में वर्तमान में अधिकांश प्रयोगशालाएं करती हैं आप जानते हो तो और आपके पास इस तरह का एक चैम्बर होना चाहिए जहाँ आप जानवर रखते हैं जैसा आपको ज्ञात है और आपको गैस की आपूर्ति कुछ इस तरह से करनी होगी और हम जंतु की शांतिपूर्ण मृत्यु होने देते हैं और फिर जिस तरह से भी आप इसे विच्छेदित करना चाहते थे या सिर को अलग करना अथवा आप चाहते थे कुछ प्रकार के आँत के ऊतकों को निकालना या कुछ प्रकार की मांसपेशी या आप हृदय ऊतक को अलग करना चाहते थे या आप मस्तिष्क को अलग करना चाहते हैं तो बाकी का पालन करेंगे लेकिन यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है तो इस सुविधा में आपके पास एक छोटा सा कोना होना चाहिए और एक कोने को पसंद करें सिंक के करीब इसका कारण यह है कि यह कुछ ऐसा है जो आपको जानना है बहुत सफाई से करें आप यहां चीजों को गड़बड़ नहीं करें तो आपके पास पाठ्यक्रम के मामले में एक सुविधा होनी चाहिए ये सभी मान रहे हैं कि आप प्राइमरी कल्चर कर रहे हैं क्योंकि अगर यह आपको स्पष्ट है तब सेकेंड्री कल्चर और सभी आपके लिए बहुत आसान होंगी तो आपके पास कहीं एक सुविधा होनी चाहिए और यह जंतुओं के बलिदान प्रयोगशाला के बहुत भीतर Refer Time 0558 की तरफ होनी चाहिए यहां तक कि बाहरी सुविधा में भी आपको उस तरह का कुछ यहाँ नहीं करना चाहिए या यहाँ या कहीं यहीं ठीक है आप इसे दरवाजे के बहुत करीब होना पसंद करते हैं यहाँ कहीं या कुछ लोग क्या वे ऐसा करेंगे जो मुझे नहीं पता मेरा मतलब है कि यह कितना अच्छा है कि उनके पास बाहर भी कुछ है वे सिर्फ जंतु का बलिदान करते हैं और सुविधा के अंदर बलिदान करने के बजाय सिर्फ बलिदान किए हुए जंतु को अंदर लाते हैं बजाय कि सुविधा के अंदर बलिदान करना वैसे मेरा मतलब है कि इसका फायदा और नुकसान है क्योंकि नुकसान यह है कि फिर आपको एक और अतिरिक्त प्रकार के प्रांगण की आवश्यकता है जो बहुत अधिक अनावृत हो और नुकसान यह है कि आपको अपनी प्रयोगशाला की बाहरी सुविधा के अंदर यह सामान नहीं करना है इसलिए मैं इसे आपकी बुद्धि पर छोड़ दूंगा आपको कौन सी पसंद है लेकिन कुछ इस तरह की सुविधा होनी चाहिए और मेरी जरूरत यह है कि यह कभी भी पाठ्यपुस्तक में नहीं लिखा जाएगा कि आप इसे कैसे करते हैं और यह मैं जो बता रहा हूं वह लैब प्रारूप और विन्यास स्थापित करने के मेरे अनुभव से है हमें वास्तव में कैसे सोचना है इससे परे जब मैंने पहली कक्षा में कहा था मुझे अब भी शायद 1997 या शायद उससे पहले की बात याद है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और कोई पाठ्यपुस्तक नहीं थी जो मुझे बता सके तो यह अधिकतर वैसा है आप जानते हो और यह नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूईडीयू wwwedu जैसा आप इंटरनेट और उन सभी चीजों को जानते हैं जहां आप जानते हैं जैसे ये और इसलिए यहां और वहां कुछ पाठ्यपुस्तकें हैं लेकिन वास्तव में आपको यह नहीं बताती हैं कि आप वास्तव में पूरी चीज कैसे सेट करें आपको किन बातों को ध्यान में रखना होगा तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही ट्रायल और एरर जैसा था आप जानते हैं लोगों से बात करना और सुविधा को देखना और यह एक और सही तरीका है यह वैसा ही है जैसा आप जानते हैं इसलिए जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वह मेरे अनुभव के अनुसार है कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है जो आपको यह सब बातें बताने जा रही है कि आपको कैसा होना चाहिए लेकिन आपको पहले से सोचना होगा क्योंकि अगर आप पहले से सोचते हैं और आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप जो मैं आपके लिए यहां डाल रहा हूं उससे कहीं बेहतर सोच सकते हैं ठीक और अगर आप इसे सही समझते हैं और ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं वे आपको बता सकते हैं आप जानते हैं कि अगर हम इसे यहां रखते हैं तो यह समस्या है वे आपके विज्ञान को नहीं जान रहे होंगे और उनके करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन वे आपको एक बेहतर जानकारी दे सकते हैं आप वास्तव में एक तरह से पूरी चीज़ को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वे उन बिंदुओं को सीमित करने वाले तथ्य हैं जिनमें से अधिकांश समय हम चूक गए और फिर हम कुछ बाजीगरी वाले काम करते हैं आप जानते हैं या इसे ऐसे करो एक सज्जित चीज़ की तरह और यह वास्तव में एक बुरा डिजाइन बुरा तरीका है जैसे आप जानते हैं चीजों को इकट्ठा रखना इसलिए जब भी आप इस चीज़ को सेट करते हैं तो कृपया सावधान रहें सोचें शांति से सोचें इस पर काफी सोचें आप वास्तव में कैसे सुविधा चाहते हैं क्योंकि आपकी सुविधा अच्छी दिख रही है आप लोगों को ला सकते हैं और अंत में अंतिम उपयोगकर्ता वे खुश होंगे आप जानते हैं कि यह एक बहुत ही व्यवस्थित सुविधा है और एक और बात इस तरह की सुविधाओं के लिए ढेर सारे हार्दिक प्रयास लगाने पड़ते हैं तो जिनके सर्वर इस तरह की सुविधाओं का उपयोग करते हैं उसे अंतरात्मा की उस अच्छी भावना के साथ ले जाना चाहिए कि तुम जानते हो कि हम तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे जो कि आप जानते हैं हम आपके साथ गड़बड़ करने वाले नहीं हैं क्योंकि आप जैविक नमूने संभाल रहे हैं जो संदूषण के लिए प्रवण हैं वे कुछ ही समय में आपकी पूरी सुविधा को नष्ट कर सकते हैं और एक बार संदूषण होने के बाद उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल है तो आपके पास एक जंतु बलिदान की सुविधा होनी चाहिए और आप ऊतक को बाहर निकाल सकते हैं जो भी प्रयोजन के ऊतक है और अब आपको सब कुछ हुड में करना होगा अब जब आप ऊतक के साथ हुड में आते हैं तो आपके पास मध्यवर्ती प्रणाली होनी चाहिए यह भाग मीडियम विकसित करने के काम में आएगा आपके पास एक मध्यवर्ती प्रणाली होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि ऊतक हमारे विच्छेदन भाग के दौरान जीवित रहता है वैसे भी जंतु मर चुका है लेकिन कभी कभी इसे आवश्यक रूप से आपूर्ति की जाती है यदि ऊतक ऑक्सीडेटिव क्षति के लिए बहुत प्रवण होता है आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जानते हैं कि आप इसे कैसे संभाल सकते हैं आप किस प्रकार की अतिरिक्त सामग्री रखना पसंद करते हैं किसी तरह का एंटीऑक्सीडेंट और जो भी हो आप जानते हैं कि हम बाद में इस हिस्से में आएँगे जबकि हम मीडियम विकास के बारे में बात करेंगे लेकिन यह ध्यान रखें कि यह बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं तो यहाँ इस लमाइनर फ्लो हुड के अंदर आप एक स्थायी जगह को पसंद कर सकते हैं यह एक जगह नहीं बल्कि विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी के लिए एक स्थायी ठिकाना है आपको इसकी बहुत जल्दी जल्दी जरूरत पड़ेगी यदि आप बड़े जानवरों को विच्छेदित कर रहे हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है लेकिन यदि आप भ्रूण या आकृति विच्छेदित कर रहे हैं तो आपको इसकी आवश्यकता होगी इसलिए इसके माध्यम से कैटलॉग के माध्यम से देखें यह सूक्ष्मदर्शी के बारे में आता है और एक अच्छी गुणवत्ता का विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी प्राप्त करें और यहाँ मेरी सावधानी में क्या है ऐसा न करें क्योंकि यह विच्छेदन प्रक्रिया है विशेष रूप से भ्रूण के लिए एक मुश्किल प्रक्रिया है क्योंकि आप ऊतक का पता नहीं लगा पाएंगे ठीक क्योंकि आप ऊतक का पता नहीं लगा पाएंगे यदि आपके पास एक बुरा सूक्ष्मदर्शी है तो अच्छे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें जैसे ज़ीउस ओलंपस या आप लाइका को जानते हैं तो ये क्षेत्र के कुछ दिग्गज हैं तथ्य के रूप में निकॉन आप जानते हैं एक अच्छा विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी हैं और अगर आप वास्तव में उस में अच्छे हैं तो मैं आपको कुछ सुझाऊंगा जो एक बहुत अच्छी शिक्षण सहायता है यह है कि इनमें से कई विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी एक कैमरा लगाने के लिए एक अनुलग्नक के साथ आते हैं जिसे एक स्क्रीन पर देखा जा सकता है और आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जिस पर आपकी प्रयोगशाला काम करती हैं कहे तो हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का एक बहुत ही विशिष्ट हिस्सा है जो सीखने और स्मृति में शामिल होता है और ज्यादातर लोग जो हिप्पोकैम्पस संवर्धन पर काम करते हैं वे सेल लाइनों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं वे हिप्पोकैम्पस को अलग करते हैं ज्यादातर मूसको या चूहों के भ्रूण से यह एक मानक अभ्यास है एक बार जब आप प्राइमरी सेल संवर्धनो के लिए आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे तो अब मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस को अलग करना बहुत आसान नहीं है तो संरचना कुछ इस तरह है यदि आप मस्तिष्क की संरचना को देखते हैं इसलिए उदाहरण के लिए आप मस्तिष्क को बाहर निकालते हैं आप खोपड़ी और सब कुछ निकाल देते हैं आपको पृष्ठीय दृश्य या मस्तिष्क का शीर्ष दृश्य दिखाई दे रहा है इस में प्रवेश करता है तो उसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब है वह जंतु जैसा आप जानते हैं इस तरह से बैठा है और आप जंतु को ऊपर से देख रहे हैं तो अब इसे पृष्ठीय दृश्य कहा जाता है तो यह मस्तिष्क के पृष्ठीय दृश्य और उदर दृश्य हैं अगर हम इस तरह से मोड़ दे या दिमाग को पलट देते हैं इस तरह यह पृष्ठीय दृश्य सही है और आप इसे केवल इस तरह देखते हैं आप इसे उल्टा कर देते हैं तो अगर मेरे हाथों का यह हिस्सा पृष्ठीय दृश्य है और ये उदर दृश्य हैं इसलिए यदि आप इसे इस तरह से घूमा देते हैं तो मस्तिष्क का उदर दृश्य कुछ इस तरह का है अब हिप्पोकैम्पस एक अंग है जब तक आप इसे नहीं काटेंगे आप ऊपर से नहीं देख पाएंगे इस तरह और आप इस हिस्से को हटा दें तो आपको इसे बाहर निकालना होगा कि इसके नीचे आप देखेंगे तो जो अंग होगा जो इस तरह बैठा होगा और वह अंदर से गहरा होगा यह तब तक कुछ नहीं है जब तक आपको मस्तिष्क शरीर रचना विज्ञान का पूरा ज्ञान नहीं हैं और आप वास्तव में कर सकते हैं इसे अलग करना इतना आसान नहीं है यह वह जगह है जहां वे हिप्पोकैम्पस लाइन है इसलिए वापस आकर मैंने इसका उल्लेख क्यों किया तो उदाहरण के लिए आपकी प्रयोगशाला इस क्षेत्र में काम कर रही है तो कोई एक विशेषज्ञ है जो हिप्पोकैम्पस को अलग कर सकता है लेकिन यह सज्जन या यह महिला लैब छोड़ने वाली है तो आप क्या चाहते हैं जब वे विच्छेदन करते हैं आप इसे रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हैं तो आपके पास एक प्रणाली है या इसे एक शिक्षण सहायता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है आप जानते हो विच्छेदन के व्यावहारिक प्रशिक्षण लिए और एक विशिष्ट प्रकार के ऊतक को अलग करना जो आप अपने संवर्धन में उपयोग कर रहे हैं तो एक अच्छा विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी होना एक बढ़िया कार्यप्रणाली है संभव संलग्नक या कैमरा एवं दर्शक और यह दर्शक कंप्यूटर में हो सकते हैं आप कर सकते हैं आप जानते हैं कंप्यूटर के साथ कैमरा इंटरफेस और कंप्यूटर स्क्रीन आप देख सकते हो और आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं एक अच्छा विच्छेदन है तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यह कोशिका संवर्धन सुविधा के लिए एक टूल हो सकता है आप जानते हैं इस प्रकार हम ऊतक को अलग करते हैं इसलिए मैं विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह दूंगा और उसके लिए जाएं जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से ज़ीस का उपयोग करता हूं वह वास्तव में अच्छे हैं वाकई में अच्छे हैं मैंने निकॉन का उपयोग किया है मैंने लेईका का भी उपयोग किया है तो ये कुछ अच्छे वाले हैं ओलिम्पस का मैने एक उपयोग किया है लेकिन आप जानते हैं कि मैंने इसके बारे में अच्छी बातें सुनी हैं तो लेकिन एक अच्छा विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी प्राप्त करने का प्रयास करें यह मेरा पहला सुझाव है तो आपके पास एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए यहां नहीं जहाँ आपका सारा विच्छेदन होगा कोने में आप एक टेबल टॉप स्टरलाइज़र रखना पसंद करते हैं टेबल टॉप स्टरलाइज़र क्या है तो विच्छेदन के लिए आपको विच्छेदन साधनों की आवश्यकता होगी तो विच्छेदन उपकरणों के बारे में सावधान रहें फिर से एक टूल जिसे आप बहुत बार उपयोग करेंगे यदि आप एक प्राइमरी कोशिका संवर्धन प्रयोगशाला हैं इसलिए इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने का प्रयास करें वैश्विक कंपनियां हैं जो वास्तव में अच्छी हैं जैसे कि फाइन साइंस टूल्स यह एक स्विज कंपनी है वे कुछ बेहतरीन उपकरणों के निर्माता हैं मैंने सदैव इसका इस्तेमाल किया है और यदि आप उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं और यदि आप उनको खरीदने में असमर्थ हैं आपकी प्रयोगशाला उनको वहन करने के लिए तैयार नहीं है आप हमेशा स्थानीय सुनार के पास जा सकते हैं और वे वास्तव में उसे बना सकते हैं अथवा घड़ीसाज़ वे वास्तव में आप के लिए बहुत अच्छे उपकरणों को बना सकते हैं लेकिन आप जानते हैं आपको उनके साथ बैठ के समझना होगा कि आपकी इस तरह की आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश के अधिकांश घड़ीसाज़ आप जानते हो बहुत ही महीन चिमटियों और कैचियों उपयोग करते हैं लेकिन आपको यह सोचना होगा कि आप वास्तव में ये चीजें कैसे कर सकते हैं तो सबसे अच्छी गुणवत्ता के विच्छेदन उपकरण लें और विच्छेदन उपकरण बॉक्स हैं यह कुछ है जैसे आपने उन खाने के डिब्बों को देखा है जो एल्यूमीनियम या स्टील से बने होते हैं या कुछ अन्य यह डब्बे है उन नीचे वालों के समान यह आपके पास एक तरह की कुशन जैसी चीज है जो एक बहुलक या रबर की तरह की चीज है रबर को एक किनारे रखें जिससे कि उदाहरण के लिए कहें आपके पास इस तरह का डब्बा है एक ढक्कन के साथ तो आपके पास रबर बेड है इस तरह इस रबर बेड से यह सुनिश्चित होता है कि जो उपकरण है तो आपने इन तीखी नुकीली आप जानते हो चिमटियों को देखा है आपके पास बहुत नुकीली है कहना चाहिए बहुत ही तेज आप जानते हो कैंची स्केलपेलस और आप नहीं चाहते कि ये क्षतिग्रस्त हों तो आप क्या करते हो आप भी गढ़ सकते हैं आप एक डब्बा ले सकते हैं और आप बहुत अच्छी रबर की लाइनिंग लगा सकते हैं फिर भले ही उपकरण की नोक टकरा जाए यह क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए तो फिर से यही वो अनुभव हैं जो आपको बता रहे हैं क्योंकि मैंने चीजों को नष्ट होते देखा है नष्ट सिर्फ इसलिए कि हमने उचित देखभाल नहीं की जो आप कर सकते थे यदि आप थोड़े दूरदर्शी हैं तो आपके पास विच्छेदन बॉक्स होना चाहिए इससे पहले की आपको विच्छेदन बॉक्स मिले वे क्या करते हैं इसे विसंक्रमित करते हैं तो आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए आपको एक आटोक्लेव रखना होगा यहाँ अब यह आटोक्लेव लैब के बाहर भी हो सकता है तो आटोक्लेव एक प्रेशर कुकर की तरह है जहां उच्च नमी और उच्च दबाव में आप किसी भी चीज को विसंक्रमित करते हैं तो आपको आटोक्लेव की आवश्यकता होगी और यह सुनिश्चित करें कि ये आटोक्लेव आवश्यकताओं के अनुसार हैं या उन अंतिम उपयोगकर्ताओं की संख्या के तो आप एक बहुत बड़ा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं जो कठिन है आधुनिक दिन की सुविधाएं हैं जहां उन्होंने ऑटोक्लेविंग को केंद्रीकृत किया है इसलिए इससे पहले कि मैं फिर से विच्छेदन वाली चीज पर वापस आऊं मुझे इस आटोक्लेव सामान के बारे में बात करने दें तो यह है कि आटोक्लेव कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे आप जानते हैं कि आप इस तरह से आटोक्लेव कर सकते थे आप इनमें से किसी भी प्रयोगशाला को देखेंगे उनके पास इस तरह का विशाल स्थान होगा जैसा आप जानते हैं कि आटोक्लेव गलियारों में रखें हैं आप ज्यादातर समय देखेंगे मैं इस तरह से खड़ा हूँ तो वे इस तरह से आपके सामने की तरफ झुके हुए हैं और यहाँ बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है और यहाँ आप अपना सामान रखते हैं और दबाव नापने का यंत्र है जो दबाव को सुनिश्चित करता है और पानी से एक प्रकार से आप जानते हैं वाष्प बनाना तो एक उच्च दबाव में और एक वाष्पीकृत वातावरण में आप सामान को विसंक्रमित करते हैं इसलिए जब भी आप विसंक्रमण के लिए कुछ भी रख रहे हों या आटोक्लेव करना आप उन्हें एक आटोक्लेव पाउचों में डालते हैं उनके पाउच जो उपलब्ध हैं तो यह एक तरह से आप सभी ने लिफाफे देखे होंगे जहाँ आप हमारे पत्र भेजते रहते हैं या कुछ कुछ लगभग लिफाफे के समान होता है और आप उन्हें सील कर सकते हैं तो वे इस तरह से आते हैं जैसे लिफाफे इस तरह से आप जानते हैं और यह सील है जब आप उन्हें सील करते हैं तो वहाँ एक स्पॉट है जिसे आप ताप और नमी के एक निश्चित बिंदु के बाद देखेंगे उस चीज़ का रंग बदल जाता है जो इंगित करता है कि इस सामान को स्वतः सहेजा गया है और अगर आप आटोक्लेव बैग की वेबसाइट पर जाते हैं आप इस तरह के आटोक्लेव बैग देख सकते हैं वे वास्तव में बहुत दिलचस्प सामान हैं इसे ऑनलाइन देखें ऑनलाइन जाएं और इसकी जांच करें आप वास्तव में उन्हें देखने का आनंद लेंगे वहाँ आटोक्लेव बैग की पूरी श्रृंखला है जो उपलब्ध हैं यह आटोक्लेव बैग होगा इसलिए आप जो भी विसंक्रमित करना चाहते हैं उन्हें अंदर रखें और वे अलग अलग परिमाण और प्रतिरूप में आते हैं तो आप उनमें से समूह ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए पहले से खरीदे गए और आप उनमें अपना सामान रखते हैं और आप उसे बाहर लाते हैं जब तक आप लमाइनर फ्लो हुड पर नहीं पहुंचते हैं या केवल लमाइनर फ्लो हुड के करीब होते है आप इसे नहीं खोलते हैं तो आप इन उपकरणों को आटोक्लेव करें और इसे अपनी सुविधा के अंदर लाएं जैसे तो आप यहां बाहर हैं तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो आप आटोक्लेव को बाहर रख सकते हैं या आप एक टेबल टॉप आटोक्लेव को यहां रख सकते हैं विशेष रूप से इस तरह की सुविधा के लिए जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से एक टेबल टॉप आटोक्लेव रखना पसंद करता हूं जो आपके नियंत्रण में है वह बाहर नहीं है यह किसी को परेशान नहीं कर रहा है आपके पास एक छोटा टेबल टॉप आटोक्लेव है और ये सभी उपलब्ध हैं वे उस तरह के हैं जो एक फीट परिमाण या कुछ इस तरह और वे बहुत ही सुंदर सामान हैं जो आपको पता है कि इसके साथ काम करने से बहुत समस्या नहीं होती है तो सिंक के करीब क्योंकि आपको पानी भरना है और सब कुछ और उन्हें एक बिजली की आपूर्ति की जरूरत है और यह सब आप की जरूरत है तो आप इस उपकरण को अंदर लाते हैं और जब आप विच्छेदित करते हैं या स्वचालित रूप से आपको लगता है जैसा जो कि आप जानते हैं यदि मैं दोबारा विसंक्रमित कर सकू इसलिए कि एक जानवर से दूसरे जानवर में एक भ्रूण से दूसरे भ्रूण तक तो इसके लिए आपको सूखे विसंक्रमण की आवश्यकता है जो कि एक टेबल टॉप जीवाणुनाशक यंत्र है तो इनमें ये जीवाणुनाशक यंत्र कुछ इस तरह से होते हैं जैसे ये क्वाटर फुट आकार के चीजों की तरह छोटे होते हैं और उनमें बहुत सारे कांच के मनके होते हैं और आप उसमें उपकरण रखते हैं और आपके पास इसके जैसा एक पैनल है और यह बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है और इस सूखे विसंक्रमण में लगभग 90 सेकंड से एक मिनट तक का समय लगता है इसलिए जब आप काम कर रहे हों तो आप दोबारा विसंक्रमित कर सकते हैं लेकिन यहाँ एक अंतर है जहाँ आप एक गीला विसंक्रमण करते हैं गीला विसंक्रमण जो कहीं अधिक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और यहाँ हुड के अंदर आपके पास सूखा विसंक्रमण है जहां आप केवल ताप का उपयोग कर रहे हैं आप नमी या दबाव का प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर रहे हैं ठीक तो आपके पास सूखा जीवाणुनाशक यंत्र है जो वहां रखा है देखें आप अपना सूखा जीवाणुनाशक यंत्र वहाँ रखते हैं तो जब आप विच्छेदन कर रहे होते हैं आप सदैव आप जानते हो आप इसे 90 सेकंड में विसंक्रमित कर सकते हैं और यह अभी भी आप उपयोग कर सकते हैं तो ये कुछ और निश्चित रूप से हैं आप पिपेट का एक समूह चाहते थे इनमें से अधिकांश प्रयोगशालाओं ने उपयोग किया जो इस तरह के विच्छेदन हुडों के लिए समर्पित हैं आम तौर पर मैं व्यक्तिगत रूप से उन कांच की दीवारों के दोनों तरफ पिपेट को रखना पसंद करता था उन्हें कुछ इस तरह से रखा जा सकता है आपको पता है कि आपके पास प्रणाली हो सकती है जहां आप उन्हें प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं और आपके पास विसंक्रमित पिपेट टिप हैं जो अंदर रखे गए हैं कुछ इस प्रकार से जो बेंच पर वहाँ पिपेट टिप रखी हैं जिनको समय समय पर विसंक्रमित किया जाता है और हर बार जब आप उपयोग करते हैं तो कोई एक स्वच्छ पिपेट बॉक्स के साथ आता है पिपेट टिप बॉक्स और वहाँ रखी और इसे हटा के फिर से इसे कुछ नए पिपेट टिप बॉक्स से बदल लें तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं आप विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी या विच्छेदन लमाइनर हुड के अंदर क्या करना पसंद करते हैं तो आइए संक्षेप में बताएं कि आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास एक सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए वाकई में एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी यदि संभव हो तो कैमरे से जुड़ा हो और एक एक प्रेक्षक कंप्यूटर से या कुछ सीसीडी डिवाइस जहां आप निगरानी कर सकते हैं दूसरा आपको सूखा जीवाणुनाशक यंत्र रखना पसंद करना होगा तीसरा एक समर्पित पिपेट और पिपेट टिप वहाँ रखे हुए तो अब हमने इसमें एक और घटक जोड़ा है लमाइनर फ्लो हुड बाहरी सुविधा में ठीक है तो और जहाँ आप आटोक्लेव रखना चाहते थे तो मेरी प्राथमिकता एक छोटे से टेबल टॉप के अंदर एक आटोक्लेव की होगी आप गलियारे के किनारे या कहीं बाहर एक बड़ा आटोक्लेव रख सकते हैं लेकिन यहाँ एक छोटा सा आटोक्लेव रखना एक बुरा विचार नहीं हो सकता है और आपके पास पानी की आपूर्ति है जिसके बारे में हमने बात की है तो हमारी अगली कक्षा में यहाँ से हम आगे कहानी का निर्माण करेंगे यह पूरी सुविधा आखिर कैसे दिखेगी क्योंकि हमने सिर्फ बाहरी स्तर पर शुरू किया है और कुछ अन्य चीजें हैं जो कि मैं यहाँ चिन्हांकित करने जा रहा हूं इससे पहले कि मैं आंतरिक कक्ष या आंतरिक संवर्धन कक्ष में जाऊँ जहां अन्य चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद एक बार फिर हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे इन विन्यासों के प्रारूप और यंत्रीकरण पर विकास के लिए धन्यवाद